Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 30 First order circuits Contd इसलिए पहले भी हमने देखा है हमने अभी अभी एक विशिष्ट उदाहरण देखा है और एक नज़र इसे भी देखे यह एक ऐसा कोर्स है जिसे हमें मूल सिद्धांतों को सही ढंग से समझना होगा और एक या दो चीजें हम यहां आप पर छोड़ते है जब हम कुछ संख्यात्मक हल करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि वे हैं उस समय यदि हम अपने फोरम पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं इसलिए जितना संभव हो उतना जितना संभव हो हमने समस्याओं को शामिल करने और समझने की कोशिश की है और हमें यह देखना है कि की सब कुछ स्पष्ट है या नहीं Refer Slide Time 0101 तो उदाहरण के लिए सर्किट में स्विच को दिखाया सर्किट में लंबे समय तक बंद होने के मुक्त रूप में दिखाया गया है इसका मतलब है कि यह एक नहीं था यह बंद था और इसका मतलब है कि यह स्थिर स्थिति में पहुंच गया है लंबे समय तक स्विच बंद कर दिया गया था और अंत में क्या हुआ अगर इसके लिए प्रारंभिक स्थिति का पता लगाना है और यह t 0 पर खुलेगा t या 0 के बराबर के लिए v t का पता लगाना होगा संधारित्र में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा की भी गणना करें इसलिए इस सर्किट में यह स्विच लंबे समय तक बंद था Refer Slide Time 0145 यदि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो यह स्विच लंबे समय से बंद था और जिसे t 0 कहते हैं स्विच अभी खोला गया है अन्यथा यह करीब था यदि स्विच लंबे समय से बंद था तो जान लें कि DC आपूर्ति के लिए DC के लिए संधारित्र एक खुले सर्किट की तरह होगा तो यह एक के रूप में कार्य करेगा यह ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा यह दो टर्मिनल ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा क्योंकि यह ओपन सर्किट है इसका मतलब यह नहीं है और इसका मतलब है 10Ω के प्रतिरोध में कुछ भी प्रवाहित नहीं हो रहा है और अंत में केवल इसी से एक धारा प्रवाहित होगी तो अगर यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या है कि यदि संधारित्र खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है तो इसका मतलब है कि यह वोल्टेज v है जो संधारित्र के पार यह 20 मिली फेराड यह खुला सर्किट है तो उस स्थिति में ऐसा क्या होगा कि इसे 30 खोजें और यह 80 है बस रुकिए हम देखतें है कि यह 90 है तो ये है हमारा 90Ω Refer Slide Time 0247 तो विधुत धारा क्या है तो i i होगा 20 30 90 तो यह 20 वोल्ट है तो 20120 यानी 16 एम्पीयर यानी कि करंट i है तो फिर वोल्टेज क्या है चूंकि यह ओपन सर्किट है तो यह वहां नहीं है और इससे कोई करंट नहीं बह रहा है इसलिए यह वह वोल्टेज है जो सर्किट को खोलता है जिसे कैपेसिटर के पार वोल्टेज कहते हैं जब इसे बंद किया गया था तो ऐसा इसलिए था क्योंकि t स्विच खुला था और t 0 इससे पहले यह बंद था इसलिए यह धारा i प्रवाहित हो रही है तो उस स्थिति में क्या होगा इस पर वोल्टेज 90 होगा क्योंकि यहां कोई करंट नहीं बह रहा है यह ओपन सर्किट है और 90 16 यानी 15 वोल्ट है तो इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक स्विच बंद रहने पर कौन सी कॉल आती है तो उस समय यहां वोल्टेज इस कैपेसिटर के पार सिर्फ 15 वोल्ट है तो वहां सब कुछ दिया गया है इसलिए यदि स्विच बंद होने पर सर्किट में देखें तो यह समकक्ष सर्किट है जो हमने यहां किया किया है Refer Slide Time 0404 तो यह है और यह प्रारंभिक स्थिति है इसलिए इसे लिखा 0 है तो इसके माध्यम से विधुत धारा हमने 20 यह खुला है यह कोई धारा 10Ω प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि यह खुला सर्किट है तो हम इसके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है हमें दिखाया कि यह 16 एम्पीयर फिर v C0 90 16 होगा इसलिए इसलिए यह 15 वोल्ट है जो प्रारंभिक वोल्टेज है यह 15 वोल्ट है अब जब t 0 स्विच खुला है और समतुल्य rc परिपथ है अब जब t हमारा मतलब है कि जब स्विच खुला होता है तो यह हिस्सा चला जाता है जब t 0 तो और स्विच t 0 वह स्विच खोला जाता है इसका मतलब है यह हिस्सा चला गया है तो केवल यह हिस्सा है तो हमें यह स्पष्ट करने दे Refer Slide Time 0459 तो इस मामले में यह समतुल्य सर्किट है यह x 10 Ω और 10 श्रृंखला में हैं कि यह 20 मिलीफ़ारड है और प्रारंभिक संधारित्र को v C0 15 वोल्ट पर चार्ज किया गया था जो देखा है तो यदि तब 40 है तो R eq समतुल्य 10 90 होगा तो 100 Ω Refer Slide Time 0521 और समय स्थिरांक C R eq है जो R eq C है इसलिए R eq 100 Ω और C 20 मिलीफ़ारड इसलिए 20 10 घात 3 फ़राड इसलिए यह दूसरे स्थान पर है तो 2 सेकंड 2 सेकंड इस प्रकार t या 0 के बराबर संधारित्र के पार वोल्टेज हम जानते हैं कि v t V0 e को शक्ति t τ के रूप में जाना जाता है तो V0 V C0 15 वोल्ट जो हमें मिल गया है बस रुकिए Refer Slide Time 0551 तो V0 v C0 15 वोल्ट कि यह 15 और τ τ 2 सेकंड है तो यह t t τ है इसलिए e सें पॉवर 05 t और ωτ C0 जो प्रारंभ में संधारित्र आधा C V0 वर्ग में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा है तो आधा C है 20 10 शक्ति से 3 फैराड और V0 वर्ग है इसलिए 15 वर्ग यह 225 वोल्ट है तो अगला वह स्रोत मुक्त RL सर्किट है हमने देखा कि अब तक हमने स्रोत मुक्त RL सर्किट है अब एक स्रोत मुक्त RL सर्किट दिखाई देगा Refer Slide Time 0638 तो सोच वैसी ही रहेगा जैसा कि यह प्रेरक है इसलिए हमें यह देखना है कि यह कैसे होता है तो यह आंकड़ा 12 एक रेसिस्टर और इंडक्टर के श्रृंखला कनेक्शन को दर्शाता है मूल उद्देश्य सर्किट प्रतिक्रिया प्राप्त करना है जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया होगी क्योंकि यह एक स्रोत मुक्त सर्किट है जो कि प्रेरक के माध्यम से धारा it से मान लेगा तो यह सरल सर्किट है यह प्रेरक है और यह रेसिस्टर है और यह धारा i है और संदर्भ समय 0705 इसे यहां धारा में लिया जाता है यहां भी यह है हमारा मतलब है कि धारा विधुत धारा है बह रही है जैसी यह धारा है i तो वह पैसिव जो इस vR को कहते हैं जो भी हमने उस पैसिव साइन कन्वेंशन को लिया है Refer Slide Time 0728 तो यह एक स्रोत मुक्त RL सर्किट है अब अगर इस लूप में KVL लागू होता है तो यह vR vL 0 KVL लागू होगा तो इसीलिए अब सब कुछ पता चल जाएगा इन सभी बातों पर पहले चर्चा की जा चुकी है तो vR vL 0 तो हमे इसे स्पष्ट करने दें ताकि मान लें कि समय t 0 पर हम मानते हैं कि प्रेरक प्रारंभिक वर्तमान I0 के रूप में है तो पूंजी I प्रत्यय 0 है या हम छोटा i लिख सकते हैं i यानी 0 यानी t 0 पर यह वर्तमान है i हर समय शायद हम इसे नहीं लिख रहे हैं लेकिन यह धारा वास्तव में यहाँ है Refer Slide Time 0811 इसलिए प्रारंभिक धारा में हम मान लेते हैं कि I0 वह कैपिटल I प्रत्यय 0 है इसलिए I0 कैपिटल I प्रत्यय 0 है तो यह प्रारंभिक स्थिति है जिसे हम मानते हैं कि प्रेरक के पास इस तरह की प्रारंभिक धारा है तो हमे यह स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 0829 तो और इसी ऊर्जा को इंडक्टर में संग्रहीत किया जाता है जो कि प्रारंभिक W 0 आधा L कैपिटल I0 का वर्ग है इसलिए यह समीकरण है तो समीकरण संख्याएं हमे समझ में आती हैं इसलिए यदि लूप के साथ KVL लागू करें तो हमे उस सर्किट में vL vR 0 बताया गया है यहाँ vL vR 0 Refer Slide Time 0851 तो लेकिन हम जानते हैं कि vL L di dt और vR I r तो अगर यहां सर्किट देखें तो यह vL L di dt होगा और यहां vR I R होगा तो इसका मतलब है L di dt i R 0 इसका मतलब है di dtR L i 0 so या di i R L dt इसलिए दोनों तरफ एकीकृत करें Refer Slide Time 0922 तो हम वास्तव में प्रारंभिक धारा I0 से भिन्न होता है जो कि I0 से कुछ समय t i t तक होता है इसलिए di i यह 0 पर t 0 से t t R L dt होता है तो यह t 0 पर है कि प्रारंभिक धारा I0 थी और यहाँ हम यहाँ क्या कहते है यह है बस कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इस सीमा में हमने कैपिटल I0 लिखा है बेहतर यह छोटा I0 और छोटा होना चाहिए I0 और हमने छोटा I0 कैपिटल I प्रत्यय 0 बताया तो यह छोटा I0 है जो बेहतर है इसलिए यह है और यह इस तरफ इस हाथ पे है 0 से t R L dt अब एकीकृत करें हमे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 1016 तो अब अगर इसे एकीकृत करें तो यह प्राकृतिक लॉग i t छोटा I0 होगा वास्तव में यह छोटा I0 है यह छोटा I0 और छोटा I0 I0 है तो यह i t I0 R L t होगा इसका मतलब है कि i t I0 e से शक्ति R t L यह समीकरण 623 है यह अध्याय 6 है तो अब यह बात कि 23 RL सर्किट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी धारा का एक घातीय क्षय है Refer Slide Time 1046 तो यह यहाँ है जिसे t 0 होने पर i t का प्लॉट कहते हैं जब t 0 तो यह i t यह प्रारंभिक मान जो I0 है और यह क्षय है यह क्षय हो रहा है और इसे लिखा जाता है I0 t τ और τ L R जो कि सर्किट का समय स्थिर है तो RL सर्किट के लिए समय स्थिरांक L R है जबकि संधारित्र के लिए यह R C है Refer Slide Time 1116 तो यह प्लाट है इसलिए यह I है जो हम यहाँ समझाते है τ इसलिए हम t I0 e घात t τ को तो रेसिस्टर भर में वोल्टेज vR t i R है तो यह हमारा है I और यह R है इसलिए स्थानापन्न I0 यहाँ यह I0 R e से घात t τ यह समीकरण 25 है Refer Slide Time 1146 अब रेसिस्टर में क्षय शक्ति p t किसी भी समय t p t vR t i t है तो यह V पर t है जो कि I0 R e से शक्ति t τ है इसलिए I0 R e से शक्ति t τ जब i t I0 e से घात t τ इसलिए p t I0 वर्ग R e से घात 2 t τ यह समीकरण 26 है अब ऊर्जा अवशोषित रेसिस्टर हालांकि किसी भी समय ऊर्जा है t W R t 0 बस 0 से t p dt को एकीकृत करें तो 0 से t और यह p के लिए व्यंजक है जो कि समीकरण 26 है इसे यहाँ रखें I केवल I0 वर्ग R e घात के लिए 2 t τ dt एकीकृत और सरल करें यदि ऐसा करें तो Refer Slide Time 1232 आधा मिलेगा यहाँ ω R t आधा L I0 वर्ग 1 e से पॉवर 2 t τ यह है समीकरण 27 तो t से अंनत तक जो होगा ω R अनन्ता जो बराबर है आधे L I0 वर्ग ω 0 ω प्रारंभ में भी दिखाया है प्रारंभ में आधा L I0 वर्ग संग्रहीत के रूप में फिर से प्रेरक में संग्रहीत ऊर्जा अंततः प्रतिरोधी में समाप्त हो जाती है तो यह आशा है कि ये बातें काफी सरल काफी सरल समझ में आती हैं Refer Slide Time 1311 अब आगे हम 1 उदाहरण लेते हैं इस आंकड़े में i t और i y t को निर्धारित करना है कि I0 1 एम्पीयर तो यह सर्किट 1 यहां 1 d है या व्हाट कॉल 1 आश्रित वोल्टेज स्रोत है 3 i टर्मिनल ध्रुवीयता को चिह्नित किया जा रहा है तो यह देखते हुए कि प्रारंभिक स्थिति यह है i और यह है i y को पता लगाना है और i y t दिया है कि I0 1 एम्पीयर तो क्या कर सकता है अगर हम इसे इस चीज़ से पहले इस तरह बना देते है तो यह एक लूप है यह एक और लूप ले सकता है और यदि यह धारा i1 है तो यह धारा i2 है तो यह बना सकते हैं कि k हमें KVL लागू करना होगा और उसी के अनुसार हमें इसे हल करना होगा Refer Slide Time 1405 तो आइए देखते हैं कि इस मामले में यह है कि कॉल यह है जो हमने लिया है और पिछले सर्किट में मूल सर्किट यह दिया गया था कि यह हमारा i है और यह वास्तव में यह है कि यह दिया गया था तो मूल रूप से जिस तरह से हमने लूप लिया है वह i वास्तव में i1 या i1 i है और 2 Ω प्रतिरोध दिशा से प्रवाहित होने वाली धारा इस प्रकार है इसलिए i y इस दिशा में हम ले रहे हैं इसलिए i2 i1 क्योंकि यह i2 यह i2 इस तरह जा रहा है और यह i1 इस तरह जा रहा है तो परिणामी i2 i1 होगा और इसका मतलब है कि हमारा i y मूल रूप से i2 i1 i है इसलिए यह i है तो ये सब बातें लिखी गई हैं लेकिन सिर्फ समझने के उद्देश्य से हम यहाँ लिख रहे है तो अगला इसका मतलब है कि अगर देखे इसे तो KVL को पहले यहां लागू करें जो कि i1 i और i1 i2 i1 i2 i दिया गया है तो यहां इस लूप में KVL लागू करें तो अगर ऐसा करते हैं तो 05 मिलेगा यह 05 हेनरी दिया गया है इसलिए L l din 1 dt Refer Slide Time 1528 तो यह 05 di1 dt है तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम यहां दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो यह होगा 2 2 i1 i2 इस तरह आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि i1 ऊपर की ओर जा रहा है और i2 नीचे की ओर बढ़ रहा है तो परिणामी ऊपर की ओर i1 i2 है इसलिए 2 i1 i2 0 या बस दोनों पक्षों 2 को गुणा करें तो di1 dt 4 i1 4 i2 0 मिलेगा यह समीकरण 3 दिया गया है Refer Slide Time 1611 अब इसी तरह लूप 2 के लिए यदि लूप 2 लेते हैं तो यदि इसे लूप 2 बनाते हैं तो यह 4 i2 4 i2 2 i2 i2 i1 2 i2 i1 3 i 0 होगा क्योंकि यह निर्भर वोल्टेज स्रोत 3 i है तो इस मामले में क्या होगा यह मूल रूप से 6 i2 2 i1 3 i 0 यह 1 हमने यहां लिखा है लूप 2 के लिए यह 6 i2 2 i1 3 i 0 है यह समीकरण 4 है Refer Slide Time 1653 अब चूंकि I i1 इसलिए यहां 6 i2 2 i1 3 i1 0 रखें इसका मतलब है i2 5 6 i1 अब समीकरण 3 और समीकरण 5 से समीकरण 3 में वास्तव में इस व्यंजक को i2 5 6 i1 में रखें तो di1 dt 2 3 i1 0 प्राप्त होगा इसलिए यह समीकरण 6 a है तो अब हम क्या जानते हैं कि i1 i इसलिए di dt 2 3 i या di I दो तिहाई dt Refer Slide Time 1721 अब t 0 पर दोनों तरफ से एकीकृत करें जब धारा I0 था और t समय t विधुत धारा में यह di i 2 3 एकीकरण 0 से t dt था या यह केवल एकीकरण लागू होगा इससे प्राप्त होगा I0 e को power 2 t 3 जो t 0 के लिए है यह हमने पहले भी इस तरह का एकीकरण देखा है इसलिए सीधे हम इसे लिख रहे हैं Refer Slide Time 1756 अब यह देखते हुए कि शुरू में यह दिया गया था कि I0 1 एम्पीयर इसलिए यह i t e से घात 2 t 3 क्योंकि I0 का प्रारंभिक मान 1 एम्पीयर दिया गया है इसलिए यहाँ I0 1 रखें तो यह e से होगा पॉवर 2 t 3 अब प्रेरक के पार वोल्टेज v L di dt है L 05 हेनरी है और धारा का व्युत्पन्न यह di t dt होगा Refer Slide Time 1832 यदि ऐसा करते हैं तो यह 05 2 3 e से पॉवर - 2 t 3 इसलिए V 1 तिहाई e पॉवर 2 t 3 वोल्ट होगा चूंकि प्रेरक और 2 Ω रेसिस्टर समानांतर में हैं तो हमारा मतलब है कि V हमें मिल गया है लेकिन सर्किट को देखो सर्किट पे आइये Refer Slide Time 1856 तो प्रेरक के पार यह वोल्टेज हमें मिला है कि यह वोल्टेज है v हैं कि यह वोल्टेज v है तो यह 2 समानांतर 2 Ω प्रतिरोध में हैं और 05 प्रेरक दोनों समानांतर में हैं और यह वोल्टेज v कहते हैं इसका मतलब है कि R i y 2 Ω प्रेरक में एक ही वोल्टेज होगा इसलिए यह V यह 2 Ω प्रतिरोध है तो यह वास्तव में वर्तमान i y v 2 है क्योंकि यह 2 Ω प्रतिरोध यहाँ है इसलिए हमे इसे स्पष्ट करने दें तो हम फिर से उस अभिव्यक्ति पर वापस जाएंगे तो यहाँ यह i y समय t v 2 है कि 2 Ω प्रतिरोध है तो यह 2 Ω प्रतिरोध की ओर बहने वाली धारा है जो कि i y t है Refer Slide Time 1946 तो यह इन अभिव्यक्ति विकल्प v 1 3 है वास्तव में अगर इसे हम हर समय मैं नहीं लिख रहे है लेकिन ये अभिव्यक्ति वास्तव में t के सभी फ़ंक्शन t का कार्य है तो हर समय हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन यह हमारा है इसे क्या कहते हैं यह समझ में आता है तो मैं हम इसे स्पष्ट कर दे इसका मतलब है कि इस मामले में यह होगा 1 6 e से पॉवर 2 t 3 वोल्ट तो अब ध्यान दें कि हम प्रेरक विधुत धारा का चयन करते हैं यह महत्वपूर्ण है इसे ध्यान में रखना चाहिए इस विचार का लाभ उठाने के लिए कि प्रेरक करंट तुरंत नहीं बदल सकता है प्रतिक्रिया के रूप में प्रेरक विधुत धारा का चयन करें थोड़ा और अधिक देखेंगे कि स्विच खोलने या बंद करने के समय t 0 या t 0 दिखाई देगा तो हम बाद में ऐसा देखेंगे लेकिन यह वह प्रेरक धारा है जिसे इस विचार का लाभ उठाने के लिए प्रतिक्रिया कहा जाता है कि प्रेरक धारा तुरंत नहीं बदल सकती है Refer Slide Time 2057 तो यह 1 है तो एक और एक और उदाहरण यह है कि चित्र 16 में दिखाए गए सर्किट में स्विच हम दिखाएगे कि यह खुले t 0 से पहले लंबे समय से बंद है i L t i t और vt निर्धारित करें कि a b c है और वह a है i L t b यह है सी यह 3 चीजों का पता लगाना है और चौथा d 02 हेनरी प्रेरक में संग्रहीत कुल ऊर्जा का प्रतिशत है जो 1 Ω प्रतिरोधी में समाप्त हो गया है Refer Slide Time 2125 तो यह सर्किट में हम देखेगे कि दिखाए गए सर्किट में स्विच t 0 पर खुले होने से पहले लंबे समय से बंद है तो यह वास्तव में यह सर्किट है वास्तव में शुरू में यह एक लंबे समय के लिए बंद था यानी यह सर्किट शुरू में लंबे समय के लिए बंद था और t 0 पर यह खुला था तो चूंकि सर्किट शुरू में लंबे समय तक बंद था और उस समय प्रेरक कैसे व्यवहार करेगा तो DC के लिए हमने देखा है कि संधारित्र एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है और प्रारंभ करनेवाला के लिए यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो अगर यह स्विच लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था यदि देखें उस समकक्ष सर्किट को क्या कहते हैं फिर देखें कि यह कैसा है तो इस मामले में क्या होगा कि इस मामले में यहां क्या होगा हमने वह समकक्ष सर्किट नहीं दिया है जो हमे यहाँ हमारे लिए बनाना है Refer Slide Time 2233 तो स्विच को लंबे समय से बंद कर दिया गया है और इसलिए प्रेरक के पार वोल्टेज t 0 पर 0 होना चाहिए क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा और इसलिए प्रारंभ में प्रेरक t 0 पर 2 एम्पीयर है अर्थात i L 0 बराबर है इसका मतलब है यह वास्तव में यह एक लंबे समय से बंद था इसलिए प्रेरक वास्तव में शॉर्ट सर्किट के रूप में व्यवहार कर रहा था तो उस स्थिति में क्या होगा यह 2 एम्पीयर करंट इस प्रेरक के माध्यम से प्रवाहित होगा तो i L 0 शुरू में यह 2 एम्पीयर होगा क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि स्विच लंबे समय तक बंद था उसके बाद यह खुला था तो उस मामले में चूंकि यह शॉर्ट सर्किट है यह अप्रभावी होगा यह केवल शॉर्ट सर्किट पथ लेना है क्योंकि विशेष रूप से यह शॉर्ट सर्किट की तरह एक आदर्श प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो यह I0 i L0 2 एम्पीयर प्रारंभिक धारा है तो प्रेरक का अब हम इसे स्पष्ट कर रहे है तो अब इस मामले में तो कुछ इसी अर्थ को पढ़ने के लिए लिखा जाता है इसलिए क्योंकि एक प्रेरक में करंट में तात्कालिक परिवर्तन नहीं हो सकता है अब जैसे ही स्विच खुला है हम R eq की गणना करते हैं अब जब स्विच खुला है जब यह स्विच खुला है यह खुला है यह स्विच खुला है इसका मतलब है कि यह चला गया है यह सर्किट में नहीं है लेकिन हम प्रारंभिक धारा को जानते हैं I0 2 एम्पीयर Refer Slide Time 2416 तो उस स्थिति में क्या होगा यदि यह 1 Ω और 4 Ω खुला है तो वे समानांतर में किस कॉल में हैं अर्थात इनका तुल्य प्रतिरोध 1 4 1 4 08 होगा और इसके साथ ही यह 2 Ω प्रतिरोध श्रेणीक्रम में है इसलिए 0208 समतुल्य प्रतिरोध 1 Ω है और उस स्थिति में परिपथ का समय स्थिरांक τ L R होगा तो यह होगा यह L 2 हेनरी है और यह R है इसलिए यह 02 सेकंड होगा अब एक और बात यह है कि धारा की दिशा क्या कहलाती है इस 4Ω प्रतिरोध से बहने वाली धारा को इसे i के रूप में लिया जाता है तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यहाँ I L नीचे की ओर धारा की यह दिशा क्या है तो जब इसके बराबर लेते हैं तो हमे इसके माध्यम से जाने दो हमे इसके माध्यम से जाने होगा इसलिए τ I R eq 1 Ω और τ 02 सेकेंड बताया Refer Slide Time 2518 इसलिए प्रेरक धारा के लिए अभिव्यक्ति है कि हम जानते हैं कि i L t i L 0 e से पॉवर t τ यह हम जानते हैं तो I0 i L 0 2 एम्पीयर हमने देखा है और τ L R तो यह 02 t t τ 02 सेकंड t 02 होगा इसलिए यह e कि घात 5 t एम्पीयर है t 0 के लिए अब 4 Ω रेसिस्टर के माध्यम से करंट आसानी से प्राप्त किया जा सकता है करंट विभाजन यानी t i t i L t 1 1 4 इसलिए यदि यहाँ आएँ तो यहाँ आएँ इसलिए जब भी हम इसे 1 Ω और 1 Ω और 4 Ω कहते हैं तो वे समानांतर में होते हैं लेकिन यह I धारा I इस 4 Ω प्रतिरोध से बह रही है तो अगर आते हैं तो ऐसे ही आते हैं कि इसे वर्तमान विभाग से क्या कहते हैं तो यह सर्किट सर्किट का यह हिस्सा नहीं है सर्किट का यह हिस्सा नहीं है और यही वह है जिसे i L करंट कहते हैं और यही वह करंट है जिसे i इस तरह से कॉल कर रहा है Refer Slide Time 2640 इसलिए यदि एक धारा विभाजन के लिए जाते हैं तो यह i यह होगा यदि t के संदर्भ में रखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता i t यह होगा वर्तमान है यह 1 1 4 i L t है तो यह किस कॉल के कारण लिया जाता है अगर यहां यह पता लगाने की कोशिश की जाए कि क्या कॉल सही दिशा है जिस तरह से हमने लिया है तो उस स्थिति में वास्तव में यह 2 चीजें 2 क्या कॉल करती हैं अगर इस तरह सर्किट बनाएं कि 02 हेनरी 02 हेनरी और यह समकक्ष प्रतिरोध 1 Ω था और यह i L है यह i L है इसका मतलब है कि वर्तमान प्रवाह हो रहा है i L इस तरह और यह समानांतर समतुल्य है 1 वह सर्किट जिसे हमने नहीं खींचा है लेकिन सिर्फ दिखा रहा है और यह 02 Ω हेनरी और i L है जिसे हमने इस तरह लिया है तो हमने यह पता लगा लिया है i L लेकिन जैसा कि धारा विभाजन है तो इस धारा की दिशा कि i 4 प्रतिरोध के माध्यम से क्या कॉल है इसे इस तरह दिया जाता है तो तदनुसार कि इसे क्या कहते हैं चिह्न होगा Refer Slide Time 2803 तो इसीलिए यह i t i L 1 14 यानी 15 i L t है तो यानी i t 25 e कि घात यह धारा विभाजन है बस इससे बहने वाली धारा 4 और 1 Ω समानांतर में हैं तो यह 4 Ω प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा होगी जो कॉल 11 4 यानी 15 है तो 1 5 i L t हमने बताया कि इसे क्या कहते हैं क्योंकि यह i है तो उस स्थिति में i t मूल रूप से 25 e की घात 5 t क्योंकि i L t 2 e की घात 5 t 04 e से घात 5 t एम्पीयर के लिए t 0 तो अब V 4 i क्योंकि 4 Ω प्रतिरोध है इसलिए 4 Ω प्रतिरोध के पार वोल्टेज V 4 i है तो 4 04 e से पावर - 5t इसलिए V 16 5t वोल्ट t 0 के लिए अब अगला है 1 रेसिस्टर में बिखरी हुई पॉवर जो कि p t v वर्ग R है इसलिए R 1 Ω है जो कि 256 1 e कि घात v वर्ग है जिसे कहते हैं कि यह b वर्ग है तो 16 वर्ग 256 और यह वर्ग है तो e से घात तक 10 t इसलिए 256 e से घात 10 t वाट जो t के लिए t 0 है Refer Slide Time 2939 तो 1 रेसिसटर में विलुप्त कुल ऊर्जा यह है w t 0 से अनंत 256 e की पॉवर 10 t dt अगर एकीकृत हो तो 0256 जूल मिलेगा तो 05 Ω सॉरी 05 हेनरी इंडक्टर में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा आधा L I0 L 0 वर्ग है तो आधा L 02 हेनरी L 0 प्रारंभिक मान 2 एम्पीयर है इसलिए 2 वर्ग जो 04 जूल है इसलिए 1 रेसिसटर में ऊर्जा का प्रतिशत होता है जो कि 0256 है जो प्रतिरोधक 0256 में ऊर्जा का क्षय होता है और संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा 04 जूल थी इसलिए 025604 100 यानी 64 प्रतिशत Refer Slide Time 3022 तो इसके साथ सर्किट के लिए एक विशिष्ट उदाहरण है बस सर्किट को देखने के लिए इसे बनाये रख्नने के लिए कुछ भी नहीं है चूंकि स्विच शुरू में बंद था पता करें कि प्रारंभिक स्थिति क्या है फिर स्विच खुला है और तदनुसार हल करें और केवल चिन्ह या चिन्ह को देखते हुए कृपया देखें क्या कहती है धारा की दिशा अनुसार नहीं तो संकेत को देखे यदि कुछ गलत होने पर चिन्ह या चिन्ह छूट जाता है तो तकनीक संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान समान रह सकता है लेकिन चिन्ह समस्या पैदा करेगे तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए तो किस कॉल के साथ तो इन सभी चीजों से हमारा मतलब है कि हमारा मतलब है यह कि क्या वोल्टेज होगा फिर प्रतिरोधक 1 रेसिसटर में संग्रहीत ऊर्जा और कुल ऊर्जा का प्रतिशत सब इस समस्या में वर्णित किया गया है Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु